तो इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स 2 के व्याख्यान में आपका स्वागत है यह व्याख्यान संख्या 22 है और हम लीनियर इक्वेशनस के सिस्टम को हल करने के लिए इटरेटिव मैथडस के साथ व्याख्यान जारी रखेंगे तो पिछले व्याख्यान में हमने पहले से ही दो मैथडस या दो इटरेटिव मैथडस को विकसित या व्युत्पन्न किया है एक जैकोबी इटरेटिव मैथड थी दूसरी गॉस सीडल इटरेटिव मैथड थी और अब हम इन मैथडस का उपयोग लीनियर इक्वेशनस के कुछ सिस्टम को हल करने के लिए करेंगे तो मूल रूप से जैकोबी मैथड का उपयोग करके और गॉस सीडल मैथड का उपयोग करके हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशनस के सिस्टम का समाधान कैसे प्राप्त करें तो याद करें कि यदि हमारे पास लीनियर इक्वेशनस का एक सिस्टम है तो मान लें कि An×nxn×1bn×1 है इस स्थिति में हमने क्या देखा है कि दोनों इटरेटिव मैथडस जो हमने विकसित की हैं या इटरेटिव मैथड की धारणा का एक ऐसा सामान्य रूप है जहां बाईं ओर हमने k1th इटरेशन के बाद x का मूल्यांकन किया है और हमारे पास दाईं ओर G है जिसे इटरेशन मैट्रिक्स कहा जाता है और यहाँ xk जो कि वेक्टर है जिसका मूल्यांकन किया जाता है या kth इटरेशन पर उपयोग किया जाता है फिर हमारे पास कुछ अन्य मैट्रिक्स Hb है इसलिए जैकोबी मैथड में आते हुए हम नीचे स्लाइड पर यदि A के विभाजन पर विचार करें तो A L लोअर ट्रांगुलर मैट्रिक्स और D डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कोफीशिएंट मैट्रिक्स A से प्रविष्टियां होती हैं और U कोफीशिएंट मैट्रिक्स A के ऊपरी भाग के योग के बराबर है इस स्थिति में Axb को LDUxb के रूप में लिखा जा सकता और यहां से हम इसे एक इटरेटिव मैथड के रूप को प्राप्त करेंगे LU को एक साथ और दाहिनी ओर ले जाएगे और यहाँ b का योग करेगें और हम मान रहे है की D 1 मौजूद है हम D 1 से इसे गुणा कर सकते हैं तो दाहिने हाथ पर हमारे पास D 1LUxD 1b है और यह वह रूप है जिसे हम एक इटरेटिव मैथड के लिए तलाश रहे हैं इसलिए xk1GxHb है तो यहाँ अब हम इटरेशन सेट कर सकते हैं तो इस x को हम xk से बदल देंगे फिर दाईं ओर हमारे पास है D 1LU होगा जो कि जैकोबी मैथड के लिए इटरेशन मैट्रिक्स G है और यहाँ D 1 H के जैसा है ये सामान्य सेटिंग में हैं तो यह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी गई जैकोबी मैथड है जहाँ x एक वेक्टर है और फिर D एक मैट्रिक्स है यहां L मैट्रिक्स है U एक मैट्रिक्स है x एक वेक्टर है D फिर से एक मैट्रिक्स है और b एक वेक्टर है कभी कभी यह सुविधाजनक होता है और हम कुछ न्युमैरिकल कैल्क्युलेशन में भी देखेंगे कि इस वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म के अलावा यह कॉम्पोनेंट फॉर्म लिखना अधिक सुविधाजनक है तो यह कॉम्पोनेंट फॉर्म पूरी तरह से इस वेक्टर फॉर्म से आ रहा है क्योंकि यहां हमारे पास यह x है उदाहरण के लिए x1 x2 x3 xn कॉम्पोनेंट इस k1th स्तर पर हैं और इसी तरह इस गुणन के बाद भी दाईं ओर हमारे पास समान कॉम्पोनेंट का एक वेक्टर होगा कॉम्पोनेंटस की संख्या n है तो यहाँ हमने क्या किया है हमने अभी अभी लिखा है या प्रत्येक कॉम्पोनेंट की बराबर तुलना की है इसलिए सामान्य xi कॉम्पोनेंट जो यहाँ कहीं है हम कहते हैं इसलिए xi कॉम्पोनेंट अब सीधे x के कोफीशिएंट और अन्य कॉम्पोनेंट्स के टर्मस में लिखा है तो इसे सीधे यहां से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि D डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें a11 a22 a33 ऐंट्रीस हैं उदाहरण के लिए हमारे पास 3×3 मैट्रिक्स है और फिर ये सभी कॉम्पोनेंटस 0 हैं वह हमारा D है और यह L लोअर है और U अपर है तो L लोअर है इसलिए यहाँ a 0 पहले से हमारे पास डायगोनल में है और ऑफ डायगोनल पर भी केवल हमारे पास 0 ऐंट्रीस होंगी वे टर्मस जो बचे रहेंगे a21 हैं और यहाँ हमारे पास a 31 और a32 हैं और इसी तरह हमारे पास अपर ट्राइऐंग्युलर मैट्रिक्स जो डायगोनल टर्मस के बाद थी वे बचेंगी अन्य सभी 0 पर सेट हो जाएंगे तो वे अपर ट्राइऐंग्युलर मैट्रिक्स है इसलिए जब हम इस L को x से गुणा करते हैं उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ xx1 x2 x3T लें तो क्या होगा आपके पास मूल रूप से पहला पद 0 है फिर a 21 को इस x1 से गुणा किया जाएगा और वे सब तीसर केस में हमारे पास है जहां a31 और a32 को इस से गुणा किया जाएगा तो इसके बाद अब यहाँ क्या हो रहा है जब हम इस कॉम्पोनेंट को लेते हैं तो यहाँ जब भी यह ji होगा तब केवल यह योग होगा अन्यथा यह 0 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ ji होगा जब हम अपर ट्राइऐंग्युलर मैट्रिक्स लेते हैं तो यह विपरीत स्थिति होगी तो यह योग ji के लिए होगा और फिर प्रत्येक रो के लिए हम तुलना करेंगे इसलिए हम पाएंगे कि ith कॉम्पोनेंट इस अभिव्यक्ति bi के बराबर है और यह Di प्रत्येक संख्या को डायगोनल एंट्रीस aii द्वारा विभाजित करेगा तो हमारे पास यहाँ xik11aiibi jiaijxj jiaijxj भी है और फिर से यह D 1b यह bi वेक्टर इस डायगोनल एंट्रीस aii से विभाजित होगा तो यह कॉम्पोनेंट फॉर्म है और यहां हमारे पास जैकोबी मैथड के वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म या वेक्टर फॉर्म है और फिर हमने यह भी चर्चा की है कि एक बार जब हमारे पास यह जैकोबी मैथड इस कॉम्पोनेंट फॉर्म में वापस आ जाती है और इस कॉम्पोनेंट फॉर्म से गॉस सीडल मैथड लिखना बहुत आसान है क्योंकि गॉस सीडल मैथड में केवल यही अंतर है की kth इटरेशन के पहले के इटरेशन से x i s का उपयोग करने की बजाय हम k1th इटरेशन का मूल्यांकन कर रहे हैं हम पिछले इटरेशन से x1 x2 x3 xn की सभी वैल्यूस का उपयोग कर रहे हैं तो विचार यह है कि पिछले इटरेशन से वैल्यूस का उपयोग करने के बजाय हम हाल ही में मूल्यांकन किए गए वैल्यूस का उपयोग कर सकते हैं और इसका मतलब है कि इस योग में मूल रूप से जब भी यह ji होगा उस समय तक ये xjs उसी इटरेशन से उपलब्ध होते हैं क्योंकि हम गणना कर रहे हैं मान लें कि पहले x1 फिर x2 इसलिए जब हम गणना करते हैं तो x1 उपलब्ध होता है जिसका उपयोग इस पहले योग में किया जा सकता है तो गॉस सीडल के लिए अब एकमात्र अंतर यह है की यहाँ k को k1 से बदल दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप हमने पिछले व्याख्यान में भी देखा है कि यह वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म अब इस तरह से होगा कि xk1 DL 1UxkDL 1b ताकि गॉस सीडल मैथड के लिए मैट्रिक्स G या इटरेटिव मैट्रिक्स G होगा और फिर यहाँ भी यह DL 1b है तो ये वे फॉर्म हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं या तो हम कॉम्पोनेंट फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं या हम मैट्रिक्स फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं जो भी सुविधाजनक हो इसलिए यदि हम अभी इस उदाहरण को लेते हैं तो हम इक्वेशनस की निम्नलिखित सिस्टम पर विचार करते हैं इक्वेशन हैं 5xy2z13 x3yz12 और x2y4z8 और गॉस सीडल और जैकोबी पद्धति का उपयोग करके इस एक इटरेशन के बाद पहले हम केवल x1 की गणना करना चाहते हैं यदि हम प्रारंभिक अनुमान 1 1 1 से शुरू करते हैं तो एक इटरेशन के बाद जैकोबी और गॉस सीडल मैथड का सन्निकटन क्या होगा तो इस दिए गए सिस्टम के लिए इन मैथडस के रूपांतरण के संबंध में हम अगले व्याख्यान में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे इसलिए इस व्याख्यान में हम केवल एक इटरेशन के बाद इस मामले में उदाहरण के लिए इन एप्रोक्सीमेट वैल्यूस का मूल्यांकन करेंगे तो ये दिए गए इक्वेशन लीनियर इक्वेशनस के सिस्टम हैं और हम जानते हैं कि जैकोबी मैथड का यह फॉर्म है कि xik11aiibi jj≠iaijxj जैकोबी पद्धति को लिखने के लिए वास्तव में हमें इस सूत्र को याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सूत्र क्या कहता है कि दाहिनी ओर उदाहरण के लिए हम x1 लिख रहे हैं तो x1 के लिए हम कहते हैं b1 जो यहां पहले से ही a11 से विभाजित हैंये कोफीशिएंट हैं तो यह कोफीशिएंट हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 तो इस सूत्र के होने से हम वास्तव में यह x11a11b1 jj≠1a1jxj क्या कर रहे है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस पर्टीकुलर केस में हमारे कॉम्पोनेंट x1 x2 x3 की सेटिंग्स केवल x y z का प्रतिनिधित्व करती हैं क्योंकि यहां अज्ञात के लिए संकेतन रूप मेंx y z लिया जाता है न कि x1 x2 x3 तो यहाँ यह x11a11b1 jj≠1a1jxj1513 y0 2z क्योंकि a121 a13 2 तो इस फॉर्मूले को याद किए बिना हम क्या कर सकते हैं हम जैकोबी इटरेशन मैथड को पहले इक्वेशन से लिख सकते हैं हम x को इस तरफ ले जाएंगे और बाकी ये दो y और z अन्य कॉम्पोनेंट दायीं ओर जाएंगे तो दाहिने हाथ की ओर हमारे पास x1513 y0 2z है इसलिए यहाँ अगर हम एक इटरेशन के बाद इस पर वैल्यूस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 0th इटरेशन पर मान होंगे जो हम इन इक्वेशनस में प्लग करेंगे तो यहाँ तो यह 2z है और यह 0th इटरेशन मान है इसलिए यह पहला इक्वेशन है जो वास्तव में इक्वेशन है हम इस सूत्र से प्राप्त करेंगे तो यह भी याद किए बिना कि हम क्या करेंगे पहले इक्वेशन में हम x के लिए सेट करेंगे इसलिए x बराबर सब कुछ दाईं ओर जाएगा और फिर हम इस इटरेशन को सेट करेंगे बाएं हाथ की ओर 1 रखेंगे दाहिने हाथ की ओर हम पिछले इटरेशन जो इस केस मे 0 है को रखेंगे प्रारंभिक अनुमान में 1 1 1 लिया गया था इसलिए यदि हम प्रारंभिक अनुमान लेते हैं तो हमें यहां 1 को प्रतिस्थापित करना होगा और हमें वहां 1 को भी प्रतिस्थापित करना होगा अर्थात 1513 1 21052 दूसरे इक्वेशन के संबंध में फिर से हमें वास्तव में इस सूत्र से सीधे गुजरने की आवश्यकता नहीं है जिसे हम लिख सकते हैं तो दूसरे इक्वेशन से अब हमें y लेना होगा इस तरफ और बाकी सब को दाईं ओर ले जाएंगे और फिर हम इटरेशन को सेट करेंगे इसलिए यहां हम 0 डालेंगे फिर हम यहाँ 1 रखेंगे और बाद के इटरेशन भी उदाहरण के लिए दूसरा इटरेशन 2 होगा और यह सिर्फ इटरेशन 1 के पहले होगा ठीक तो यह अब y के लिए हो रहा हैहम फिर से कर सकते हैं यहाँ हमारे पास x0 z0 है हमारे केस में ये शुरुआती वैल्यू हैं जो 1 1 1 हैं तो हमारे पास 1312 1 1 है तो हमारे पास यह 103 दूसरे कॉम्पोनेंट के रूप में है y की एप्रौक्सिमेट वैल्यू इटरेशन के बाद तीसरे में फिर से इसलिए तीसरे इक्वेशन में अब हम z के लिए लिखेंगे तो इसका मतलब है कि यह 4z8x 2y है और फिर हम 4 से विभाजित भी करेंगे तो हमारे पास z148x 2y है और फिर हमने इन इटरेशनस को सेट किया है इसलिए वैल्यूस 0th लेवल पर हैं और बाईं ओर पहले इटरेशन के बाद हमारे पास वैल्यूस हैं तो ये प्रारंभिक अनुमान हैं जो हमें ज्ञात हैं इसलिए यहां हमारे पास 1481 2 है हमारे पास यह सब हैं तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं 74 तो ये एक इटरेशन के बाद के मान हैं तो अब क्या किया जाएगा यदि आप इटरेशन प्राप्त करना चाहते हैं यदि आप इसे दो इटरेशन के लिए अनुमानित करना चाहते हैं या हम अगले इटरेशन के बाद मान प्राप्त करना चाहते हैं तो इन मानों को अब 1 1 1 के अलावा हम अगले इटरेशन में उपयोग करेंगे इसलिए y के लिए इसका उपयोग किया जाएगा z के लिए इसका उपयोग किया जाएगा और फिर हम अगले इटरेशन के बाद x के लिए नया मान प्राप्त करेंगे दोबारा यहां x और z के मानों का उपयोग किया जाएगा इस केस में x का उपयोग 2के रूप में किया जाएगा और y का उपयोग 103 के रूप में किया जाएगा इसलिए हम इन मानों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें हमने अब दूसरी इटरेशन के बाद मान प्राप्त करने के लिए अपने इटरेशन को अग्रेषित करने के लिए उपयोग किया है इसलिए ये पहले इटरेशन के बाद के मान हैं इसलिए यदि आप गॉस सीडल मैथड प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गॉस सीडल के लिए भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है इस गॉस सीडल और जैकोबी में केवल यही अंतर होगा जैकोबी में हम इसे पहले इटरेशन के बाद पूर्ण मूल्यांकन के लिए उपयोग कर रहे थे उदाहरण के लिए प्रत्येक कॉम्पोनेंट के मूल्यांकन के लिए हम इनीशियल वैल्यूस का उपयोग कर रहे थे अब यहाँ हम x1का क्या करेंगे उदाहरण के लिए सूत्र वही रहेगा जो जैकोबी का है कोई अंतर नहीं होगा तो इस इक्वेशन से हम इसे x1के रूप में लिखेंगे जो 15 के बराबर और यह y माइनस 2z दाईं ओर जाएगा इसलिए हमारे पास यह इटरेशन योजना होगी और फिर हमारे पास x1513 y0 2z1513 1 22 है जो वैल्यू गॉस सीडल के साथ साथ जैकोबी मैथड में उपयोग हो रही हैं वह पहले इटरेशन के बाद हमारे पास समान वैल्यू देंगी क्योंकि इस स्तर पर जब हम इस x1 का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमारे पास इस प्रारंभिक अनुमान के अलावा कोई अन्य वैल्यू नहीं होगी तो इसलिए यदि प्रारंभिक अनुमान दोनों मैथडस में समान है तो स्वाभाविक रूप से यह पहला कॉम्पोनेंट दोनों केसेस में समान होगा अब जब हम इस y1312 x0 z पर आते हैं तो यहां हमारे पास थोड़ा अंतर है क्योंकि अब हम x1 का उपयोग करेंगे जिसकी हमने अभी गणना की है हम इन मानों का उपयोग नहीं करेंगे जो पहले मूल्यांकन में उदाहरणों के लिए यहां उपयोग किए जाते हैं क्योंकि x1 अब ज्ञात है x1हमारे पास एक नयी वैल्य है तो यह अंतर है कि इस वैल्यू का उपयोग अब इस मूल्यांकन में किया जाएगा और चूंकि z0 उपलब्ध नहीं है इसलिए हम निश्चित रूप से प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करेंगे तो अब हमारे पास 1312 2 193 3 y1 है जो अब गॉस जैकोबी मैथड से पहले की गणना से अलग है क्योंकि जैकोबी पद्धति में इस x1 का उपयोग नहीं किया गया था x0 का उपयोग किया गया था तो वह वहां 1 था और हमें 103 मिला था लेकिन अब हम यहां इसे 3 के रूप में प्राप्त कर रहे हैं तीसरे इक्वेशन पर आ रहे हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से यह 4z8x 2y मिलेगा और फिर हम इसे 4 से विभाजित करेंगे तो यह इटरेशन के लिए सेटअप होगा और अब x1 उपलब्ध है और y1 भी उपलब्ध है तो x1 उपलब्ध है और यहाँ y1 भी उपलब्ध है इसलिए हम अभी इन वैल्यूस का उपयोग करेंगे जिनकी हमने अभी गणना की है इसलिए हम शुरू से ही वैल्यूस का उपयोग नहीं करेंगे लेकिन अब हम नए मूल्यांकित वैल्यूस का उपयोग z148x 2y1482 61 के रूप में करेंगे तो यहाँ ये दो वैल्यू जैकोबी मैथड से अलग है जबकि पहली वैल्यू नहीं क्योंकि यहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है हमें केवल प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करना होगा अन्यथा सूत्रीकरण समान है तो यह गॉस सीडल मैथड मे थोड़ा अंतर है हमारे पास जो भी वैल्यू हाल ही में उपलब्ध है हम उनका उपयोग कर रहे हैं जबकि जैकोबी पद्धति में हम पिछले इटरेशन की वैल्यूस के साथ पूरे इटरेशन को समाप्त करते हैं तो अब सवाल यह है कि अगर हम इस 1 1 1T को प्रारम्भिक अनुमान लेते हैं फिर से और इक्वेशनस की सिस्टम को हल करने के लिए जैकोबी और गॉस सीडल मैथड के मैट्रिक्स फॉर्म का उपयोग करके एक इटरेशन करते हैं पिछले उदाहरण में हमने कॉम्पोनेंट फॉर्म का उपयोग किया है जो दिए गए इक्वेशन से सीधे संभव था पहले इक्वेशन से हमने x के टर्म मे लिखा जो कुछ के बराबर है फिर 3y जो कुछ के बराबर है और फिर तीसरे इक्वेशन को 4 से भाग देने पर तीसरे इक्वेशन से हमें z प्राप्त होगा तो प्रत्येक कॉम्पोनेंट के लिए इन इटरेशन को प्राप्त करना वास्तव में आसान था x के लिए इटरेशन हमे पहले इक्वेशन से मिला है फिर y के लिए दूसरी से और z के लिए तृतीय इक्वेशन से मिला है लेकिन अब हम सब कुछ मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे क्योंकि कभी कभी कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में मैट्रिक्स फॉर्म का उपयोग करना बहुत आसान होता है एक बार हमारे पास यह मैट्रिक्स फॉर्म हो जाने के बाद गणना बहुत तेज हो जाएगी इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम जैकोबी पद्धति का उपयोग करते हैं जहां हमें इस इटरेशन मैट्रिक्स को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और जैकोबी मैथड के लिए इटरेशन मैट्रिक्स GJ D 1LU L लोअर ट्राइऐंग्युलर मैट्रिक्स है U अपर ट्राइऐंग्युलर मैट्रिक्स है तो इस केस में हमारा A 5 1 2 1 3 1 1 2 4 कोफीशिएंट मैट्रिक्स है और फिर हमारे पास 1 2 4 है और दाहिनी ओर b वेक्टर 13 12 8 है तो मैट्रिक्स A होने पर अब डायगोनल D में केवल5 0 0 0 3 0 0 0 4 डायगोनल एंट्रीस को छोड़कर सब कुछ 0 रहता है इसलिए इसका मतलब इसके इन्वर्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स करना बहुत आसान है हमें केवल डायगोनल एंट्रीस को इन्वर्स करना है तो हमारे पास D 115 0 0 0 13 0 0 0 14 तो यह डायगोनल एंट्रीस 5 3 4 थीं इसलिए हमें इसका इन्वर्स D 115 0 0 0 13 0 0 0 14 इस माइनस साइन के साथ मिला और LU था तो L लोअर ट्राइऐंग्युलर मैट्रिक्स है U अपर ट्राइऐंग्युलर मैट्रिक्स है जब हम इसे मूल रूप से जोड़ रहे हैं तो यह कुछ नहीं बस A D है इसलिए LUA D0 1 2 1 0 1 1 2 0 तो हमें यह D 1LU मिला हम इन दो मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं और हमें यहां एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि हमारा इटरेशन मैट्रिक्स है तो पहले हमें इटरेशन मैट्रिक्स की गणना करने की जरूरत है और फिर यह इटरेशन मैट्रिक्स होना जैकोबी मैथड के लिए यह xk1GJxD 1b इटरेशन स्कीम है यह मैट्रिक्स रूप में लिखी गई इटरेटिव स्कीम थी तो इसका मतलब है कि अगर हम अभी शुरुआती वैल्यू लेते हैं तो यह xk111T है इस मैट्रिक्स रूप में अब यह लाभ है कि केवल मैट्रिक्स वेक्टर गुणन के बाद हमें सभी कॉम्पोनेंटस का मान प्राप्त होगा सभी कॉम्पोनेंटस की हमें एक एक करके गणना करने की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास x y z 1इस पहली इटरेशन के बाद ये 3 कॉम्पोनेंटस हैं हम Gj कैसे प्राप्त करते हैं यह वो इटरेशन मैट्रिक्स है जिसका हमने अभी मूल्यांकन किया है इसलिए यह Gj xk अब शुरुआती वैल्यू है हम उपयोग करना चाहते हैं x0111T और हमारे पास फिर से यह D 1 है D 1 का अर्थ है कि डायगोनल एंटेरीस जो सिर्फ इनवर्टेड होंगी 15 0 0 0 13 0 0 0 14 और फिर हमारे पास 13 12 8 तो यह हमारे लीनियर सिस्टम के सिस्टम के दाहिने तरफ है तो अब यह हो रहा हमने इस x० को यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया है इसलिए x० प्रारंभिक वैल्यू है और फिर हमें बस यह गुणन करना है और फिर हमें इसका योग करना है तो इस मैट्रिक्स और इस वेक्टर के लिए गुणा यहाँ सिर्फ इन पंक्तियों का जोड़ है इसलिए 1525 35 फिर यहाँ भी 131323 माइनस चिह्न के साथ यहाँ भी हम जोड़ सकते हैं तो 141214 माइनस ऋणात्मक चिन्ह के साथ है इसी तरह यहां यह 15 0 0 0 13 0 0 0 14 13 12 8 135 123 84 135 4 2 है तो यह वेक्टर है जो इस गुणन से आ रहा है और अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं और हमें 2 103 74 मिलेगा और ये ठीक वही वैल्यूस हैं जो हमें पहले कॉम्पोनेंट के अनुसार गणना का उपयोग करके प्राप्त हुए हैं यहां लाभ यह है कि एक बार हमारे पास यह है हमें बस 1 1 1T के बजाय इसे प्लग करने की आवश्यकता है और फिर से हमें अगली वैल्यूस ये गुणन मिलेंगे वास्तव में इसमें D 1b नहीं बदलेगा इसलिए हम इस वेक्टर को वैसे ही रख सकते हैं केवल परिवर्तन पहले गुणन में होगा क्योंकि यहाँ 1 1 1T को 2 103 74 बदल दिया जाएगा और फिर हम अगला अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह हम वैल्यूस को प्राप्त करने के लिए इस एल्गोरिदम के साथ आगे बढ़ सकते हैं हमारी वैल्यूस प्रत्येक इटरेशन के बाद अपडेट किए जाते हैं गॉस सीडल मैथड पर आते हैं हमारे पास xk1 DL 1UxkDL 1b है यह DL 1U इस केस में इटरेशन मैट्रिक्स है तो D L अब मूल रूप से लोअर ट्राइऐंग्युलर है तो यह लोअर ट्राइऐंग्युलर हिस्सा है और डायगोनल एंट्रीस के साथ है तो यह DLहै और फिर हम DL का इन्वर्स प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ हमरे पास DL निर्धारक से अधिक 1 है इसलिए DL का निर्धारक 5×3×460 हो जाएगा और फिर यह इस मैट्रिक्स का अडजाइन्ट 12 4 5 0 20 10 0 0 15 T है और फिर उदाहरण के लिए यह यहाँ 4 1×0 के रूप में माइनस चिन्ह के साथ आएगा क्योंकि हमें प्लस माइनस साइन पर विचार करना होगा और तीसरे के लिए वहाँ हमारे पास2×1 1×35 है और फिर उदाहरण के लिए इसके लिए हमारे पास 0 है इसलिए यह 0 है जब हम इसके लिए अगे गणना करते हैं तो हमारे पास वहाँ ठीक 20 है तो इसे हम माइनस चिह्न के साथ 10 के रूप में कम्प्यूट करेंगे और फिर इसी तरह हम इसके लिए और इसके लिए गणना कर सकते हैं इसलिए हमें यह ऐडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी ट्रांसपोज़ करना ही है तो DL 116012 4 5 0 20 10 0 0 15 T हमें DL 1मिल रहा है हमारे पास यह DL 1 है हम इसे इस मैट्रिक्स फॉर्म में प्लग कर सकते हैं इसलिए हमारे पास DL 1U है फिर हमारे पास DL 1b है इक्वेशनस से b13 12 8 और फिर हमें केवल एक x0111T से गुणा करने की आवश्यकता है और इसलिए हमारे पास यह xk1 DL 1UxkDL 1bकी इटरेशन योजना है और अगर हम इस प्रारंभिक अनुमान को यहां प्लग करते हैं उदाहरण के लिए 1 1 1T और इसका मूल्यांकन कर रहे हैं हमें 2 3 1 प्राप्त होंगे तो इस मैट्रिक्स फॉर्म में यहां लाभ यह है कि हमें यह फॉर्म प्राप्त करने के लिए इसे केवल एक बार करना होगा हमें कुछ गणनाएँ करनी होती हैं जैसे इन्वर्स और इसी तरह गुणन लेकिन एक बार जब हमारे पास यह फॉर्म हो जाता है तो हमें बस यहां प्रारंभिक वैल्यू को प्लग करने की ज़रूरत है और फिर उदाहरण के लिए यह पहली इटरेशन के बाद का मान है दोबारा हम इसका इस्तेमाल करेंगे वहां हमें नया वैल्यू मिलेगा और इसी तरह और इटरेशनस बहुत तेज होंगी यहां आखिरी समस्या हम इसे हल करना चाहते हैं 4x12x2x34 और फिर हमारे पास दूसरा इक्वेशन x13x2x34 है हमारे पास तीसरा लीनियर इक्वेशन 3x12x26x37 है और हम उदाहरण के लिए प्रारंभिक अनुमानका उपयोग करना चाहते हैं x01 08 05T और हम इस प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करके तीन इटरेशनस को करना चाहते हैं और हम ऐसा करने के लिए जैकोबियन गॉस सीडल मेथड का उपयोग करेंगे इसलिए जैकोबी मेथड का उपयोग करते हुए हमेशा की तरह हमने पहले चर्चा की थी कि हम पहले इक्वेशन से लिखेंगे या हम x1k1144 2x2k x3 के लिए इटरेशन सेट करेंगे तो हमारे पास x1 के लिए यह इटरेशन है इस k को वहां रखें और k1 को बाईं ओर रखें इसी तरह दूसरे इक्वेशन से हमx2k1134 x1k x3 के लिए परफॉर्म कर सकते हैं तीसरे इक्वेशन से हमें यह x3k1167 3x1k 2x2 मिलेगा और इसी तरह तो यह इटरेटिव मैथड है जैकोबी इटरेशन मैथड हम इन मानों मे K को 0 रखकर प्रारंभिक मानों को यहां प्लग करेंगे और हम पहले इटरेशन के बाद मान प्राप्त करेंगे दोबारा हम दूसरे इटरेशन के बाद मान प्राप्त करने के लिए पहले इटरेशन के बाद इन मानों का उपयोग करके अगले इटरेशन पर जा सकते हैं इसलिए इस इटरेटिव योजना के साथ यदि हम इस प्रारंभिक अनुमान के साथ शुरू करते हैं तो x1 के लिए हम यहां x208 रखेंगे यहाँ हम x305 रखेंगे और इसकी गणना करने पर हमें 0475 मिलेगा x 2 के लिए यहाँ सभी वैल्यूस पर x 1 और x 3 प्लग होगा यह x 0 से उपयोग किया जाएगा जब तक हम इस चरण को पूरा करते हैं या हम इस इटरेशन में सभी कॉम्पोनेंटस की गणना करते हैं जबकि गॉस सीडल में हम हाल ही में मूल्यांकित वैल्यूस का भी उपयोग करेंगे तो यह एक जैकोबी है हम फिर से इस प्रारंभिक अनुमान से x1 और x3 का उपयोग करेंगे केवल नया x1 प्राप्त करने के लिए अर्थात x2134 01 05 11333 और फिर इस x3 की गणना करने के लिए भी हम प्रारंभिक अनुमान से ही मानों का उपयोग करेंगे तो x1 01 था और फिर x2 वहाँ 08 था और फिर यह 085 देगा और अब अगले इटरेशन में 01 08 05T के अलावा इन मानों का उपयोग किया जाएगा इसलिए यदि हम यहां इन मानों का उपयोग करते हैं तो हमें x1 के अगले मान मिलेंगे दूसरे इटरेशन के बाद x2 दूसरे इटरेशन के बाद x3 दूसरे इटरेशन के बाद और फिर यदि हम इन मानों का उपयोग इस योजना मे करते हैं तो फिर से हम x1 तीसरे इटरेशन के बाद x2 तीसरे इटरेशन के बाद और फिर x3 तीसरे इटरेशन के बाद प्राप्त करेंगे ठीक है तो यह एक जैकोबी मैथड थी गॉस सीडल में कमात्र अंतर आएगा कि पहला मूल्यांकन समान होगा क्योंकि हम बिल्कुल प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करेंगे जबकि दूसरे मूल्यांकन में हाल ही में गणना किया गया मान x1 का उपयोग किया जाएगा क्योंकि अब x1 उपलब्ध है x3 उपलब्ध नहीं है इसलिए हम पहले वाले से अभी भी उपयोग करेंगे और हमें वहां कुछ अलग वैल्यू मिलेगा इसी तरह तीसरे कॉम्पोनेंट में x1 और x2 दोनों अभी उपलब्ध हैं और हाल ही में ये मूल्यांकन किए गए मान होंगे तो गॉस सीडल में आते है यहाँ केवल यही अंतर है कि यह x1k1यहां होगा और यहx1k1 और x2k1 दोनों k1th वैल्यू का उपयोग करेंगे तो इस से शुरू करके जैकोबी के समान मूल्यांकन का अनुमान लगाएं जो 0475 है और फिर अगला यहाँ परिवर्तन होगा कि x1 0th इटरेशन या प्रारंभिक अनुमान की वैल्यू के बजाय अब इस वैल्यू का उपयोग करेगा और यह x305 स्वाभाविक रूप से इस प्रारंभिक अनुमान से आएगा क्योंकि यह अभी तक उपलब्ध नहीं है और वैल्यू 110083 है x3 के लिएअब से इस इटरेशन मे x1 और x2 की वैल्यूस का उपयोग किया जाएगा जिसका हमने पहले से ही मूल्यांकन किया है तो अब 0475 और इस 110083 का उपयोग किया जाएगा और हमें एक नया मान 05391 मिलेगा और इसी तरह हम दूसरे इटरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं इसलिए ये सभी मान दूसरे इटरेशन से हैं और फिर हमें तीसरे इटरेशन के बाद मान मिलेंगे तो यहाँ एक अंतर था कि हमने जो कुछ भी मूल्यांकन किया है उस वैल्यू का उपयोग वर्तमान इटरेशन वर्तमान मूल्यांकन में किया जाएगा तो वह अगले व्याख्यान में मूल्यांकन का हिस्सा था तो यह संदर्भ हैं अगले व्याख्यान में हम इसे जारी रखेंगे मेरा मतलब है कि इन दो मैथडस के कनवर्जेंस मुद्दे क्या हैं जो तेजी से कनवर्ज करते हैं आदि तो यहां निष्कर्ष निकालने के लिए हमने मूल्यांकन किया है या हमने जैकोबी मैथड का उपयोग करके और गॉस सीडल मैथड का उपयोग करके लीनियर इक्वेशन की एक सिस्टम के सॉल्यूशन का अनुमान लगाया है और हमने देखा है कि या तो हम मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं या हम सुविधा और प्रमुख अंतर के आधार पर कॉम्पोनेंट फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए दोनों मैथडस में इस टर्म का मूल्यांकन है इसलिए यहां हम इटरेशन पूर्ण होने तक उपयोग कर रहे हैं उस विशेष इटरेशन को उन सभी घटकों को प्राप्त करने के लिए जो हम पिछले इटरेशन से वैल्यूस का उपयोग कर रहे हैं जबकि यहां हम हाल ही में मूल्यांकन किए गए मानों का उपयोग कर रहे हैं तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और मैं आपके ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं